एक भौगोलिक संकेत या जी आई कहा जाता है उदाहरण के लिए रोकेफोर्ट चीज़ कृषि उत्पादों तक सीमित नहीं है जो इसे अन्य उत्पादों जैसे शराब हस्तशिल्प वगैरह तक विस्तारित होता है माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के भौगोलिक संकेत द्वारा संरक्षित है एक बार पंजीकृत होने पर जी आई रजिस्ट्री चेन्नई में होती है उदाहरण के लिए रोकेफोर्ट चीज़ की विशेषताएं यह है कि चिन्ह को किसी दिए गए स्थान पर उत्पन्न होने वाले उत्पाद की पहचान करनी चाहिए उत्पत्ति के स्थान के कारण उस उत्पाद के गुण और प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और उत्पाद और उत्पादन के मूल स्थान के बीच एक स्पष्ट सम्बंध होना चाहिए अब हमें जी आई की आवश्यकता क्यों है यह ज्ञान की रक्षा के लिए है हमें ज्ञान और सामुदायिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भौगोलिक संकेत की आवश्यकता है ताकि एक निष्पक्ष प्रतियोगिता हो सके उदाहरण के लिए दार्जिलिंग चाय को केवल दार्जिलिंग चाय के रूप में बेचा जाना चाहिए हम नहीं चाहते हैं कि इसे असम चाय या किसी अन्य चाय के रूप में बेचा जाए क्योंकि तब यह उन लोगों को एक क्षेत्र के उत्पाद दूसरे क्षेत्र के उत्पाद के रूप में बेचने की अनुमति देगा जो उस क्षेत्र से नहीं आते हैं और यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित करेगा फिर ट्रेडमार्क जैसे भौगोलिक संकेत लोगों को किसी उत्पाद की गुणवत्ता की पहचान करने की अनुमति देते हैं बाजार उत्पाद को एक विशेष स्थान से उत्पन्न होने के रूप में पहचानता है और लोग उत्पाद के लिए प्रीमियम द्वारा संरक्षित है भारत में जी आई में दार्जिलिंग चाय शामिल है जो पश्चिम बंगाल का एक कृषि उत्पाद है अरनमुला कन्नडी जो केरल का एक हस्तशिल्प उत्पाद हैअगरबत्ती मैसूर में निर्मित एक उत्पाद है कोयंबटूर गीला चक्की तमिलनाडु से निर्मित एक उत्पाद असम का मुगा रेशम असम की एक हस्तकला है उड़ीसा पटचित्र जो ओडिशा का एक कपड़ा उत्पाद है बांग्लार रसोगोला जो बंगाली रसोगोला खाद्य सामग्री के रूप में पंजीकृत है और पश्चिम बंगाल से संबंधित है हाल ही में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच रसोगुल्ला की उत्पत्ति के लिए कुछ विवाद हुआ था रजिस्ट्री ने कहा कि बंगाल रसोगोला या बंगाली रसोगोला ओडिशा को एक समान अधिकार देने से नहीं रोकता है और इसे इस मिठाई की उत्पत्ति के एक प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाना चाहिए